सेल कल्चर टेक्नोलॉजी पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है तो हम तीसरा सप्ताह आरंभ करेंगे और यदि आप याद करते हैं या दूसरे सप्ताह के दौरान हमने लेआउट डिजाइन शुरू किया है तो आप एक पीआई बन जाते हैं या आपको उद्योग में नौकरी मिल जाती है और आपको सेल कल्चर फैसिलिटी स्थापित करनी होती है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे वे महत्वपूर्ण कदम क्या हैं जो वास्तव में किसी किताब में नहीं लिखे होते लेकिन आपको उनका ध्यान रखना होगा तो अगर आप याद करते हैं एक पहलू जो हमने माना है कि प्रयोगशाला 2 भागों में विभाजित है कुछ प्रकार के डिसेक्शन जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं या जिसके कारण बहुत अधिक माइक्रोबियल कंटैमिनेशन हो सकता है उन्हें एक भाग में किया जाना चाहिए जबकि दूसरा भाग वास्तविक कल्चर कार्य करने के लिए समर्पित होना चाहिए आपको याद होगा कि उस संदर्भ में हमने लैब को 2 भागों में विभाजित किया है इसलिए एक और दिलचस्प बात जो कई नई आधुनिक प्रयोगशालाएं करती हैं या जिसका बहुत स्पष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए वह है कि वे फुटवियर का एक विशिष्ट सेट बनाए रखें आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक शू रैक और बाकि सब सामान होना चाहिए तो आपके पास समर्पित फुटवियर हो सकते हैं जो keval सेल कल्चर फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसके अलावा आपको याद होगा जब हमने लैब के अंदर प्रवेश करने की बात की थी यदि आप उस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं जहां से आप प्रवेश करेंगे वहां पर स्टिकी मैट होते हैं इन स्टिकी मैट पर यदि आप अपने पैरों को रखते हैं तो यह धूल को चिपका लेते हैं यह सिस्टम में धूल कम करने का काम करते है और अधिकतर इन कमरों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि इन कमरों से हवा को लगातार बाहर पंप किया जाता है तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि इन दोनों कमरों के अंदर की हवा को लगातार बाहर पंप और प्रसारित किया जाता रहे यानि कि आप मूलतः हवा को लगातार रिसाइकिल कर रहे हैंI इसके लिए आप को फाल्स रूफ बनाने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए फाल्स रूफ के ऊपर आपको हवा को पंप करने लिए एक अलग तरह का सेटअप लगाना पड़ सकता है तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे यहां तक कि आपको इंजीनियरिंग में अपने सहयोगियों से या संस्थान के अपने संबंधित कार्य विभाग में बात करनी होगी जो आपकी फाल्स रूफ बनवाने में मदद कर सकते हैं मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ यहाँ फालस रूफ है आप सभी ने फालस रूफ के बारे में सुना है तो इस कमरे की ऊंचाई यह है और आप किसी प्रकार के पॉलीमर का उपयोग करके एक और फालस रूफ बनाते हैं और इनके बीच में जगह है बहुत अधिक जगह है वहां आप पाइप के लिए छेद और अन्य चीज़ें लगते हैं देखें समय 0427 जो हवा को बाहर निकलते हैं और एक विशिष्ठ तरीके से प्रसारित करते हैं तो ये कुछ दिलचस्प बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा तो अगर हम फिर से तस्वीर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ एक प्रवेश द्वार है फिर हमने सिंक और शॉवर के बारे में बात की फिर हमने एक टेबलटॉप आटोक्लेव के बारे में बात की यहाँ आप टेबलटॉप आटोक्लेव देख सकते हैं इसके बाद आपके पास एक सैक्रिफीशियल जोन होता है जहाँ आप ईथर कार्बन डाइऑक्साइड या सरवाइकल डिस्लोकेशन या जो भी तरीका आपको पशु नैतिकता विभाग ने सुझाया है का प्रयोग कर के जानवरों की बलि देते हैं फिर आपके पास एक डिसेक्शन असेंबली है जहां आप सभी प्रकार के डिसेक्शन इत्यादि करते हैं फिर यहाँ हम बाकी जगह को छोड़ देंगे अब आप दूसरे कमरे में जा रहे हैं जहाँ आप अधिकांश कल्चर कार्य करेंगे और बीच में मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एक नाइट्रोजन स्टोरेज है जिसे समय समय पर फिर से भरना पड़ता है और इसके अलावा क्योंकि आपने उस कमरे का विभाजन किया है इसलिए आप ये कर सकते हैं कि जहाँ एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं मैंने यहाँ हल्के हरे रंग का उपयोग किया है वहां पर आप स्टिकी मैट लगा सकते हैं तो इस तरह से यहाँ चेकपॉइंट का एक और स्तर बन सकेगा या फिर यहाँ पर एक स्लाइडिंग दरवाज़ा हो सकता है जो इस स्थान पर प्रवेश और निकास को सुनिश्चित या प्रतिबंधित करेगा और एक और विचार है जो बहुत काम आ सकता है अगर आप यहां बाहर कहीं कोने में रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं क्योंकि आपको कई रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होगी क्योंकि आपको मीडिया ग्रोथ फैक्टर और कई चीजों को जमा करना होगा तो आप एक कोने में एक रेफ्रिजरेटर रखने के बारे में सोच सकते हैं और ज्यादातर केवल कोनों का उपयोग करने का प्रयास करें क्योंकि इससे आपका बहुत सारा स्थान बचेगा और जब भी आप डिजाइन करते हैं कि आप एक रेफ्रिजरेटर रखना चाहते हैं तो काउंटरटॉप को उस स्थान पर काट सकते है और आप रेफ्रिजरेटर को इस तरह से रख सकते हैं कि अधिक स्थान न लगे हमारे पास यहां एक रेफ्रिजरेटर होगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि लैब कितनी बड़ी है यहां से आप मेनफ्रेम की ओर बढ़ते हैं यदि आप एक स्लाइडिंग दरवाज़ा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक विंड कर्टेन लगा सकते हैं जिसके माध्यम से आप यहां प्रवेश करते हैं अब यहाँ आपको वास्तव में सावधान रहना होगा क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहाँ आपके अधिकांश कार्य हो रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ आप इन्क्यूबेटरों को रखेंगे संभवतः कोनों में तो ये रास्ते की सीधी टक्कर में नहीं हैं और आपको लेमिनर फ्लो हुड की आवश्यकता होगी आप इस तरह से एक या 2 लेमिनर फ्लो हुड रख सकते हैं अगर यह आपका काउंटरटॉप है तो यहां इस किनारे पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इनक्यूबेटर के दरवाज़े के खुलने में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप इनक्यूबेटर के दरवाजे को किस तरफ खोलना चाहते हैं तो आपका लैमिनार फ्लो हुड यहाँ है एक दिलचस्प पहलू पर ध्यान दें अगर मुझे केवल एक लाइन खींचनी है तो यह आपकी एन्ट्री और दूसरे कमरे का रास्ता है तो निश्चित रूप से यहाँ एक दीवार या शीशा या कुछ है इसलिए यहां एक रुकावट है लेकिन मैं हवा के प्रवाह के रास्ते में कोई भी प्रमुख उपकरण नहीं रख रहा हूँ जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करें रास्ते में किसी भी चीज को न रखें यह सलाह बहुत ही व्यापक रूप से दी जाती है कि इसे जितना हो सके उतना कम करें तो आपके पास यह लैमिनार फ्लो हुड है यहां आपके पास आपके अन्य सभी कार्यों के लिए एक काउंटर टॉप है जिसे मैं काले रंग में ढाल रहा हूँ अब आपको आवश्यकता है केवल उन चीज़ों की जिनका कि लैब में कोई उद्देश्य है आपके पास एक अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होना चाहिए अब इस पर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे हम उद्देश्य की बात करते हैं आपके पास या तो सेल लाइन है जो आप मेन्टेन कर रहे हैं इसलिए आपको नाइट्रोजन्स स्टोरेज और अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी तो आपके पास सेल लाइन को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज एरिया होना चाहिए यहां एक स्टोरेज एरिया पीले रंग में छायांकित है तो आपके पास सेल लाइन स्टोरेज होगा और यह एक टैंक है जिसे हर बार जब आप इसे खोल रहे होते हैं तो फिर से नाइट्रोजन भरना पड़ता है अब चाहे आप एक सेल लाइन कल्चर कर रहे हैं या आप एक प्राइमरी कल्चर कर रहे हैं एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह ये कि आपको सेल्स का निरीक्षण करना है चाहे आप सेल की पैसजिंग कर रहे हैं या आप उस सेल की प्लेटिंग कर रहे हैं आपको उस सेल को समय समय पर देखना होगा तो आपके पास एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए और मैं आपको उसी तर्क से जाने की सलाह दूँगा कि आप इसे वहां रखें जहाँ यह सीधे रास्ते में नहीं आता हो क्योंकि आप सेल को देख रहे हैं तो यह इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए आपके विकल्प हैं इस काउंटर के ऊपर यहां कहीं इस तरफ या कहीं इस दीवार पर इस दीवार या उस दीवार दोनों में से एक आपकी आवश्यकताएँ कैसी हैं यह तो कह नहीं सकते लेकिन मैं आपको यह सलाह दे सकता हूँ कि आप को क्या करने से बचना चाहिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना होगा और यह एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है अब हो सकता है कि आपको इसके साथ एक फ्लोरोसेंट अटैचमेंट चाहिए हो या नहीं तो देखें समय 1217 एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और बाकि सब को मैं आपकी आवश्यकताओं और विवेक पर छोड़ दूंगा क्योंकि ये सभी बाद में जोड़े जाते हैं यह निर्णय केवल आप ले सकते हैं कि आप एक फ्लोरोसेंट अटैचमेंट चाहते हैं या नहीं लेकिन यहाँ मैं जो सलाह दूंगा वह कुछ और है जहाँ आप सेल्स की प्लेटिंग करते हैं वह स्थान महत्वपूर्ण हैं यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि यदि आप ऐसे सब्सट्रेट पर काम कर रहे हैं जो अपारदर्शी हैं उदाहरण के लिए कहें मेरे पास इस तरह एक अपारदर्शी सब्सट्रेट है और मैंने सेल्स को इसके ऊपर प्लेट किया तो यह टिश्यू इंजीनियरिंग है यह कुछ प्रकार के हाइड्रो जेल या क्रायोजेल या किसी प्रकार की धातु या किसी प्रकार का बायोमटेरियल है जिसकी और जिसके शीर्ष के आसपास के सेल्स की मैं बायोकम्पैटिबिलिटी का परीक्षण कर रहा हूं अब इस स्थिति में आपके पास एक अपराइट माइक्रोस्कोप होना चाहिए जब हम अपराइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो आपने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है या नहीं पर आपको यह बुनियादी ज्ञान है कि इसमे एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक ऑयपीस होता हैं तो हम इसे इस तरह से देखते हैं हमारे पास एक ऑयपीस होगा प्रकाश का एक स्रोत होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा अब और आपके पास प्रकाश का स्रोत है ये चीजें हैं और आपके पास असेंबली ऑफ लेंस है इस बारे में चिंता न करें अब आप ऑयपीस के माध्यम से आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अब आपके लिए दो विकल्प हैं तो विकल्प यह हैं कि उदाहरण के लिए कहें आपका सैंपल यहाँ है प्रकाश स्रोत ऊपर से आ सकता है एक तरफ से आ सकता है या प्रकाश स्रोत नीचे से भी आ सकता है अब अगर यह आपका सामान हैं जिस पर सेल्स हैं तो बस मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से दिखता हूँ अब उदाहरण के लिए कहें आपके पास यह सब्सट्रेट है जिसे मैं उद्देश्यपूर्ण रूप से इतना मोटा बना रहा हूं कि इसके माध्यम से प्रकाश पर नहीं होता तो आपका इसे केवल ऊपर से ही देख सकते हैं और आपको प्रकाश को ऊपर से चमकाना होगा तो आप इस प्रकार प्रकाश चमक रहे है और इसके ऊपर सेल्स बढ़ रहे हैं और आप सेल देख रहे हैं और ये सेल पहुँच चुके हैं तो इसके लिए आपको एक अपराइट माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी जिसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऊपर से आ रहा है लेकिन इस तरह के अपराइट माइक्रोस्कोप के साथ वर्किंग डिस्टेंस की समस्या है मतलब सैंपल के बीच की दूरी तो सैंपल और ऑब्जेक्टिव टिप के बीच इस दूरी को देखें तो यह ऑब्जेक्टिव लेंस है और यह वह जगह है जहां आपके पास सैंपल है और इस दूरी को मैं L द्वारा निर्दिष्ट करता हूं यह वर्किंग डिस्टेंस महत्वपूर्ण है यह क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप देखते हैं तो अधिकांश माइक्रोस्कोप का वर्किंग डिस्टेंस बहुत कम होगा इसका मतलब है आप देखेंगे कि मैंने जो दूरी ऑब्जेक्टिव से सैंपल तक चिन्हित की है वह L है यदि इस मामले में माइक्रोस्कोप का L बहुत कम है तो इस माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव को सैंपल के बहुत करीब आना होगा अब यह मान लीजिए कि आपके पास T20 फ्लास्क हैं जिन पर सेल्स को कल्चर किया जा रहा है जो अपनेआप में ही 3 डायमेंशनल वस्तुएँ हैं अब आपके सेल्स यहाँ स्थित हैं एहसास करें अब आपके पास एक अपराइट माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव यहाँ हैं और यह वह वर्किंग डिस्टेंस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यह है L तो स्वतः ही आप बहुत अधिक नहीं देख पाएंगे विज़ुअलाइज़ेशन में कमी रहेगी लेकिन क्योंकि यह एक T20 फ्लास्क है इसलिए मैं बहुत जल्द समझ जाऊंगा कि उस मामले में अपराइट माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं है लेकिन क्योंकि आपका सब्सट्रेट अपारदर्शी है यह किसी भी प्रकाश को नीचे से आने नहीं दे रहा है उस स्थिति में आपका एकमात्र विकल्प एक अपराइट ऑब्जेक्टिव का उपयोग करना है और इस तरह के अपराइट ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एक लंबी दूरी का ऑब्जेक्टिव हो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यह दूरी अधिक होनी चाहिए इसलिए यदि यह आपका सैंपल यहाँ है तो आपका ऑब्जेक्टिव इतना दूर होना चाहिए और फिर भी आप इसे देख पाएंगे यह कुछ ऐसा है जो माइक्रोस्कोप का कोई भी विक्रेता आपको नहीं बताएगा वे आएंगे और आपको अपना ऑब्जेक्टिव बेचने के लिए असंख्य बातें बताएंगे वे इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि आपको किन समस्याओं का सामना करन पड़ेगा या तो आपको बहुत स्पष्ट होना होगा कि इस तरह का सैंपल मुझे देखना है और आप उन्हें बताएंगे या आप इसके बारे में खुद छान बीन करें क्योंकि यह वर्षों से चली आ रही समस्या है जब हमने प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं हमारी तरफ से एक लापरवाही हमें बहुत ही महंगी पड़ी जब हमें सोचना पड़ा कि हमने ऐसा क्यों किया जब कि इसे दूसरे तरीके से करना चाहिए था इसलिए यदि आप आश्वस्त हैं कि आपके सैंपल ऐसे नहीं होंगे फिर आप थोड़ा आसान पक्ष पर हैं तब आप ये कर सकते हैं तो यदि आप जानते हैं कि आपका प्लेटिंग सरफेस पारदर्शी है प्रकाश आर पार जा सकता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं फिर आप नीचे से आने वाले ऑब्जेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं अब आपको अपराइट ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता नहीं है तो ऑब्जेक्टिव नीचे से है तो यहां तक कि उद्देश्य इसके आधार को छू सकता है क्योंकि उस सैंपल के आधार को जो संपर्क में नहीं है छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता एक बहुत ही सरल उदाहरण के लिए कहें यह आपकी डिश है और अंदर आपके सेल्स बढ़ रहे हैं और आप अपने मीडिया का उपयोग करते हैं तो जाहिर है माइक्रोस्कोप हमेशा इस डिश के आधार को छू सकता है क्योंकि यह प्लास्टिक है और यह पारदर्शी है और आप इस पथ के माध्यम से प्रकाश को चमक सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं तो उस मामले में आपके पास एक इनवर्टेड असेंबली है आपका ऑब्जेक्टिव नीचे है आपके पास एक इनवर्टेड असेंबली इनवर्टेड माइक्रोस्कोप है उस मामले में जहां ऑब्जेक्टिव नीचे है आपको वर्किंग डिस्टेंस के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप वास्तव में सैंपल के करीब आ सकते हैं बशर्ते यह पारदर्शी हो यहाँ यह अपारदर्शी या पारभासी था तो आपके विकल्प बहुत स्पष्ट हैं एक और दिलचस्प बात जिसका मैं सपना देखता था लेकिन अब तक यह करना इतना आसान नहीं है आप एक माइक्रोस्कोप को अपराइट से इनवर्टेड में परिवर्तित नहीं कर सकते इसलिए यदि आप जानते हैं कि आपके पास प्रयोगशाला में काम करने वाले लोगों के 2 प्रकार के सैंपल हैं जो उदाहरण के लिए कहेंगे तो आपके काम में कुछ प्रकार की बायोमटेरियल कोटिंग है जो अपारदर्शी है फिर आपको लंबे वर्किंग डिस्टेंस का सेटअप करना होगा आपके पास एक अपराइट माइक्रोस्कोप होगा और आपके पास अन्य लोग हैं जो पारदर्शी सरफेस का उपयोग करेंगे या तो आप एक अपराइट ऑब्जेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उसके साथ भी समस्याएँ हैं फिर उस स्थिति में आपके पास एक और माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो इनवर्टेड है और इनवर्टेड के साथ भी यह एक और बात है जो इन विशालकाय कोट और कोड निर्माताओं में से अधिकांश नहीं बताएंगे आपको उनसे यह पूछना होगा भी ऐसा हुआ बेशक धोखा नहीं दिया गया लेकिन निश्चित रूप से सही जानकारी नहीं बतायी जा रही थी यही उनसे पूछना है क्या यह ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक के लिए है या ग्लास के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस पर कुछ लिखा होता है यदि आप ऑब्जेक्टिव लेंस को खोलते हैं तो आप देखेंगे कि एक संख्या है जिसे ऐसे लिखा होगा जैसे कि n कुछ मैं माइक्रोस्कोप के बारे में विस्तार में नहीं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है लेकिन यह वह है जो आपको बताएगा कि मान लीजिए कि आपके नमूने एक ग्लास डिश में हैं तो ग्लास में एक अलग तरह की मोटाई और विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल गुण होते हैं जबकि अगर यह एक प्लास्टिक पर है जो जैसा कि आप जानते हैं मूल रूप से पॉलीकार्बोनेट है इस तरह का TAT या जो भी पात्र वे विभिन्न ऑप्टिकल गुणों वाले अलग अलग मटेरियल हैं तो उनकी एक अलग तरह की मोटाई है उसके लिए एक विशेष रूप से अलग ऑब्जेक्टिव होता है इसलिए कई बार आप एक ऑब्जेक्टिव खरीदते हैं और तब आपको पता चलता है कि यह वास्तव में वह ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं क्योंकि आप देखने में असमर्थ हैं आपके पास एक अद्भुत माइक्रोस्कोप है लेकिन आप चीजों की देख पाने में असमर्थ हैं तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कभी भी आपकी सामान्य पाठ्यपुस्तक का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन यह अनुभव से आता है इसलिए मैं अनुशंसा करूंगा कि माइक्रोस्कोप के संदर्भ में आप बहुत सावधान रहें क्योंकि यह एक बड़ा निवेश है यह एक आसान निवेश नहीं है किसी भी अच्छी गुणवत्ता वाले माइक्रोस्कोप की कीमत बहुत अधिक होती है अब मैं यहाँ पर कक्षा समाप्त करूँगा अगली कक्षा मे हम इसे जारी रखेंगे और हम कुछ अन्य बारीकियों को समझाएंगे जो सेल कल्चर के बारे में सीखने और इसकी स्टेट ऑफ़ आर्ट फैसिलिटी बनाने की इस यात्रा में आवश्यक होगी